इससे पहले हमने कोर्स आउटकम स्टेटमेंट की गुणवत्ता से संबंधित सभी कारकों को समझा इसका मतलब है कि हमने कई प्रक्रियाएं और कई कारकों की पहचान की ताकि उनका अनुसरण हो निम्नलिखित एक रूपरेखा है जो उन सभी द्वारा परिभाषित की गई है जो आपको अच्छे कोर्स आउटकम स्टेटमेंट लिखने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं अब कोर्स आउटकम स्टेटमेंट लिखे जाने के बाद अब हम क्या करना चाहते हैं पहली बात यह है कि प्रत्येक कोर्स आउटकम स्टेटमेंट के साथ हम उन कक्षा सत्रों की संख्या को जोड़ना चाहेंगे जिनकी आवश्यकता होने की संभावना है यह बहुत सटीक होने की आवश्यकता नहीं है इसे मिनटों और इतने पर पहचानने की आवश्यकता नहीं है बस मोटे तौर पर कक्षा सत्रों को पहचानने की जरूरत है फिर हम PO या PSO कॉग्निटिव स्तर और ज्ञान श्रेणियों के साथ प्रत्येक कोर्स आउटकम को टैग करते हैं क्योंकि सबसे पहले प्रत्येक कोर्स एक कॉग्निटिव स्तर पर अपनी कार्य क्रिया के माध्यम से जुड़ा होता है और फिर हमारे पास एक या अधिक ज्ञान श्रेणियां होती हैं जिन्हें संबोधित किया जाता है और अब हम यह भी सम्बंधित करना चाहते हैं कि कौन से POs और PSOs हैं जो एक निश्चित कोर्स आउटकम को संबोधित करते हैं अब कक्षा के सत्रों में आ रहे हैं जैसा कि हमने पहले बताया कि कई विश्वविद्यालय 5 6 या अधिक इकाइयों के संदर्भ में पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम का वर्णन करते हैं 5 6 अधिक सामान्य है कभी कभी कुछ विश्वविद्यालयों को हमने देखा है कि वे 7 इकाइयों या 8 इकाइयों तक जा सकते हैं और फिर आप इस तरह की इकाई बनाते हैं कि वे सभी इकाइयों के साथ समान सत्रों की संख्या को जोड़ते हैं इसलिए यदि आप इस आवश्यकता से गुजरते हैं कि एक COs को एक इकाई के साथ सम्बंधित किया जाना है तो सभी COs को कक्षा सत्रों की समान संख्या की आवश्यकता होती है जैसे अगर आपके पास 40 लेक्चर या 45 लेक्चर का कोर्स है तो यूनिट्स की संख्या से विभाजित करना आपको अपने आप ही क्लासरूम सेशन देगा लेकिन स्वायत्त यूनिट संस्थानों को यूनिट संरचना का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है और विषय विषय वस्तु और शिक्षक द्वारा तय की गई COs की संख्या हो सकती है इसलिए विभिन्न COs में कक्षा सत्रों की संख्या भिन्न हो सकती है गैर स्वायत्त संस्थानों में भी मोटे तौर पर अगर कोई इकाइयों की संख्या की तुलना में COs की संख्या कम या ज्यादा लिखने को तैयार है तो सभी CO को कक्षा सत्रों की समान संख्या की आवश्यकता नहीं है ठीक है यह कक्षा के सत्रों के संबंध में है अब हम कॉग्निटिव स्तर पर आते हैं जैसा कि हमने पहले कहा था हम हमेशा एक CO स्टेटमेंट को एक कार्य क्रिया के साथ शुरू करते हैं और एक कार्य क्रिया एक कॉग्निटिव स्तर से आती है और हमने कभी कभी दो अलग अलग कॉग्निटिव स्तरों से दो कार्य क्रियाओं द्वारा कहा लेकिन दो कार्य क्रियाओं का उपयोग करना एक अपवाद होना चाहिए तो कार्य क्रिया हमें कॉग्निटिव स्तर के साथ एक CO को टैग करने में सक्षम बनाती है और हम R फॉर रिमेम्बर U फॉर अंडरस्टैंड Ap फॉर अप्लाई An फॉर एनालाइज E फॉर इवैल्यूएशन और C फॉर क्रिएट समरूप का उपयोग करते हैं जैसा कि हमने कहा कि कभी कभी एक CO को दो कॉग्निटिव स्तरों द्वारा टैग किया जा सकता है और क्या होता है क्योंकि कॉग्निटिव स्तरों के बीच कोई तेज सीमांकन नहीं होता है हमेशा एक संभावना होती है कि एक कार्य क्रिया दो अलग अलग कॉग्निटिव स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है उदाहरण के लिए एक कार्य क्रिया पहचान दोनों अंडरस्टैंड के साथ साथ एनालाइज से जुड़ी हुई है दोनों कॉग्निटिव स्तरों में पूरी तरह स्वीकार्य हैं तो क्या होता है ऐसे मामलों में CO को उचित कॉग्निटिव स्तर के साथ टैग करने के लिए शिक्षक को अपने स्वयं के निर्णय का उपयोग करना चाहिए अब ज्ञान श्रेणियों में आ रहे हैं प्रत्येक CO स्टेटमेंट में ज्ञान की एक या अधिक श्रेणियां शामिल होंगी अब ये ज्ञान की श्रेणियां क्या हैं हम समसामयिक F के लिए फैक्चुअल C के लिए कॉन्सेप्चुअल P के लिए प्रोसीज़रल M के लिए मेटाकोग्निटिव का उपयोग कर सकते हैं और तदनुसार यदि आप फंडामेंटल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को देखना चाहते हैं तो FDP कह सकते हैं और फिर क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स C और S और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स के लिए आप PC और डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंटैलिटी के लिए आप DI का उपयोग कर सकते हैं ठीक है CO को ज्ञान श्रेणियों के साथ टैग करने के लिए आप इन योगों का उपयोग कर सकते हैं अब यह स्टेटमेंट क्या होता है या सभी संबंधित ज्ञान श्रेणियों को स्पष्ट रूप से इंगित नहीं कर सकता है कुछ ज्ञान श्रेणियों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जा सकता है प्रशिक्षक को निर्देश और मूल्यांकन के प्रस्तावित डिजाइन के आधार पर इन श्रेणियों को तय करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए मान लें कि आप पूछना चाहते हैं तो आप छात्र से अपेक्षा करते हैं कि CO में से एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फ़िल्टर डिज़ाइन करें जिसे आप एनालॉग फ़िल्टर में डिज़ाइन करे लिखना चाहते हैं तो मोटे तौर पर यह कॉग्निटिव स्तर पर लागू होता है और आपके पास कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीजरल हिस्सा वैसे भी सीधे निहित होता है लेकिन हम क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स और प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हम इसे CO स्टेटमेंट के भाग के रूप में लिख सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको केवल उन्हें शामिल करना चाहिए तो आपको इन दो ज्ञान श्रेणियों के साथ टैग करना चाहिए बशर्ते कि आप वास्तव में लागू कर रहे हैं या आप वास्तव में इन दो श्रेणियों पर ध्यान दे रहे हैं और आपके मूल्यांकन उपकरण भी इन दोनों को प्रतिबिंबित करते हैं इसका मतलब है कि एक प्रश्नोत्तरी या एक प्रश्न हो सकता है जिसमें क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स या प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स शामिल हैं तो यह विशेष रूप से एक CO स्टेटमेंट का सारांश सभी संबंधित ज्ञान श्रेणियों को सीधे इंगित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है यह शिक्षक द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए जब वह CO स्टेटमेंट लिख रहा है और सभी ज्ञान श्रेणियां वास्तव में वह संबोधित करना चाहता है अब PSO में आते हुए यह अपेक्षाकृत आसान है जब आम तौर पर PSOs को विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिखा जाता है तो आप इंजीनियरिंग की किसी शाखा में विशेषज्ञता की विभिन्न धाराओं को क्या कहते हैं जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो मोटे तौर पर 3 धाराएँ हैं आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन और फिर थर्मल इंजीनियरिंग है अब क्या हो सकता है कोई 3 PSOs लिख सकता है प्रत्येक PSO एक स्ट्रीम का प्रतिनिधित्व करता है और कभी कभी आप किसी दिए गए स्ट्रीम के लिए 2 PSOs लिख सकते हैं तो जब भी आप देखते हैं तो क्या होता है जब भी आपके पास कोई कोर्स होता है तो यह बहुत स्पष्ट होता है कि वह किस PSO को संबोधित कर रहा है तो पाठ्यक्रम के सभी CO उसी PSO को संबोधित करेंगे यह समझ में आना चाहिए और यह पता लगाना आसान होना चाहिए कि यह किस PSO को संबोधित करता है अब आता हैं थोड़ा और कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात् PO के साथ CO को टैग करना अधिकांश पाठ्यक्रमों के रूप में वे वर्तमान में विशेष रूप से गैर स्वायत्त संस्थानों में पेश किए जाते हैं PO 1 के अलावा किसी भी PO को संबोधित नहीं करते हैं कड़ाई से यदि आप जाते हैं तो हम क्या कैसे तय करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप परीक्षा के पेपर को देखते हैं तो यह बहुत स्पष्ट होगा सभी प्रश्न केवल PO 1 को संबोधित करते हैं और उस शीर्ष पर भी PO1 में हम कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग समस्याओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें यह कहते हुए स्वीकार करना होगा कि वर्तमान में जिस तरह से डिजाइन किए गए या परिभाषित किए गए हैं हम परियोजनाओं के स्तर के अलावा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग समस्याओं को नहीं देखते हैं इसलिए पहले से ही हम पाठ्यक्रमों में पूर्ण PO1 को संबोधित नहीं कर रहे हैं और आपके कुछ पाठ्यक्रम हो सकते हैं जो विशिष्ट PO जैसे PO7 PO8 PO10 और PO11 को संबोधित करते हैं उदाहरण के लिए PO11 परियोजना प्रबंधन और वित्त से संबंधित है तो विशेष रूप से परियोजना प्रबंधन के लिए एक कोर्स हो सकता है उस मामले में वह पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से PO 11 को संबोधित करेगा लेकिन अगर ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है तो PO स्तर केवल अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है तब PO10 संचार से संबंधित है हां सभी कार्यक्रमों में अंग्रेजी संचार में कम से कम एक पाठ्यक्रम होता है जो भी नाम देते हैं लेकिन PO10 को उस पाठ्यक्रम द्वारा सीधे संबोधित किया जाता है लेकिन PO10 को अन्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी संबोधित किया जा सकता है यदि आपके पास कुछ गतिविधि है जहाँ आप छात्रों से इस PO को सीधे संबोधित करने और कुछ गतिविधि करने की अपेक्षा करते हैं और आप संचार कौशल के संबंध में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी करते हैं यदि आप छात्र को उसके संचार कौशल के लिए मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं तो आप PO10 को संबोधित नहीं कर रहे हैं उदाहरण के लिए PO8 नैतिकता से संबंधित है कुछ कार्यक्रमों में व्यावसायिक नैतिकता पर एक पाठ्यक्रम है उस स्थिति में आप सीधे संबोधित कर रहे हैं और बहुत कम ही किसी अन्य पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हैं और इसी तरह PO7 पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित है UGC की आवश्यकता के अनुसार अधिकांश कार्यक्रमों में एक कोर्स होता है कुछ कोर्स पर्यावरण या स्थिरता पर उस स्थिति में आप उस विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से सीधे PO7 को संबोधित कर रहे हैं लेकिन एक बार फिर से किसी भी अन्य पाठ्यक्रम अन्य सभी पाठ्यक्रमों के अधिकांश समय इन चार को संबोधित नहीं करते हैं हमें ये परिणाम बताते हैं प्रोजेक्ट्स में आते है प्रोजेक्ट्स संभावित रूप से कई POs को संबोधित कर सकते हैं आप व्यावहारिक रूप से यदि आप चाहें तो आप उन सभी 12 POs को संबोधित कर सकते हैं लेकिन बशर्ते वे छात्र प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले रुब्रिक्स में परिलक्षित हों प्रोजेक्ट्स समूहों में उदाहरण के लिए आम तौर पर 3 4 छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक समूह बनाते हैं उस स्थिति में उन्हें सीखना होगा कि टीम में कैसे काम करना है और उन्हें एक व्यापक रिपोर्ट लिखनी है तो संचार को संबोधित किया जा सकता है और फिर इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रोजेक्ट को किस तरह से बाधा डाल रहे हैं या अन्य PO को कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन मुख्य बात यह है कि जब तक आपने रुब्रिक्स का उपयोग या मूल्यांकन करने के लिए रुब्रिक्स का उपयोग नहीं किया है जो कि विशिष्ट PO का मूल्यांकन करता है तो आप उस PO या उस PO के साथ प्रोजेक्ट के साथ एक कोर्स को टैग नहीं कर सकते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से अपने PO के साथ एक CO को टैग करना आवश्यक है कि मूल्यांकन में पहचान किए गए PO से संबंधित आइटम शामिल हैं तो क्या हो सकता है अगर आपने CO के रूप में POs की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हुए लिखा है तो अगर मैं आकलन साधन लेता हूं जो कि मुख्य साधन होता है तो एंड सेमेस्टर परीक्षा होती है एंड सेमेस्टर परीक्षा के पेपर का त्वरित मूल्यांकन हमें बताएगा कि नामित POs को संबोधित किया गया है या नहीं इसके अलावा एक कोर्स के CO संभावित रूप से POs की एक महत्वपूर्ण संख्या को संबोधित कर सकते हैं 12 में से मैं इस तरह से लिख सकता हूं मैं सिर्फ 6 7 POs को संबोधित करना चाहता हूं लेकिन उपलब्ध समय और संसाधनों के भीतर निर्देश और मूल्यांकन करना संभव नहीं हो सकता है यहां तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सेमेस्टर में पर्याप्त समय नहीं हो सकता है या सभी सत्रों के लिए पर्याप्त संख्या में सत्र उपलब्ध हैं तो सभी चयनित PO को संबोधित करने के लिए और कभी कभी कई CO से संबंधित आकलन भी आसानी से नहीं किए जा सकते हैं और यहां तक कि अगर डिज़ाइन किया गया है तो इसका उपयोग केंद्रीय रूप से आयोजित और मूल्यांकन परीक्षा में नहीं किया जा सकता आप PO की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करते हुए एक CO बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं लेकिन फिर हमारी एंड सेमेस्टर परीक्षा जो कि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीय रूप से नियंत्रित की जाती है हो सकता है कि उन PO से संबंधित आइटम शामिल न हों आम तौर पर शामिल संख्याओं के कारण छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसके लिए एक तरह का मानक उत्तर लिखें तो ऐसे में सभी PO को शामिल करना मुश्किल है लेकिन यदि आप अभी भी अपने छात्रों को कुछ POs को संबोधित करना चाहते हैं तो एक विभाग कुछ POs को संबोधित करने के लिए पाठ्यक्रम के बाहर कुछ गतिविधियों की व्यवस्था कर सकता है क्योंकि वे आवश्यक हैं प्लेसमेंट परिप्रेक्ष्य से उन POs की परिचितता या प्राप्ति आवश्यक है लेकिन आप कैसे व्यवस्थित करते हैं आप किस सेमेस्टर में आयोजित करते हैं साथ ही आप किस कोर्स का आयोजन करते हैं इसके लिए विभाग द्वारा काफी योजना की आवश्यकता होती है अब हम कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं जैसा कि आप इस विशेष पाठ्यक्रम मशीनों की काइनेमैटिक्स देख सकते हैं यह एक 3 1 0 है जिसका मतलब है कि आपके पास प्रति सप्ताह 3 व्याख्यान घंटे और प्रति सप्ताह 1 ट्यूटोरियल सत्र है ताकि घंटों का आयोजन हो जबकि यह 38 तक जोड़ता है आम तौर पर अधिकांश पाठ्यक्रमों में 3 1 0 पाठ्यक्रम के लिए 40 से 45 वर्ग सत्र कहीं भी होते हैं तो यहां संख्या बिल्कुल मेल नहीं खाती है लेकिन यह एक नमूना है जैसा कि कुछ संकाय सदस्यों द्वारा बनाया गया है अब यदि आप देखते हैं कि इसमें 7 हैं और POs और PSOs में आना केवल PO1 सहित है और सभी COs के लिए PSO1 यह केवल यही है यह बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह से विषय को केवल एक PO के साथ निपटा जाता है कॉग्निटिव स्तर पर आ रहा है उदाहरण के लिए यह U है तंत्र की शब्दावली को सचित्र समझें जो अंडरस्टैंडिंग और फैक्चुअल नॉलेज से संबंधित है और इसमें लगभग 3 कक्षा सत्र और 1 ट्यूटोरियल सत्र हैं और यहां आकर प्लानर मैकेनिज्म की स्वतंत्रता और गति विशेषताओं की डिग्री की पहचान करें कॉग्निटिव स्तर अभी भी U है इसका अर्थ है क्रिया की पहचान यहाँ अंडरस्टैंड के साथ जुड़ा हुआ है और आपके पास कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजरल ज्ञान श्रेणियाँ हैं और 5 सत्र और 1 ट्यूटोरियल सत्र हैं वैसे भी दूसरे में बीयरिंग में घर्षण नुकसान और बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिटेड का निर्धारण करें इसलिए डिटर्माइन का मतलब यह अप्लाई है और यह एक प्रोसीजरल ज्ञान है और यहां यह संकाय सदस्य फंडामेंटल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के साथ साथ ज्ञान श्रेणियों में से एक को संबोधित करना चाहता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह सीधे स्टेटमेंट में परिलक्षित नहीं होता है FDP सीधे बयान में परिलक्षित नहीं होता है उसे केवल उस निर्देश या मूल्यांकन में परिलक्षित होना पड़ता है जिसका वह उपयोग करता है और यहां एक वांछित अनुयायी गति के लिए कैम का प्रोफाइल बनाएं अब यह ठीक अप्लाई होता है और यहां प्रोसीजरल और क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स भी संबोधित किए जाते हैं संभवतः वह CAM के क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बात कर रहा है जिसे वह डिजाइन करना चाहता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आखिरकार एक पाठ्यक्रम कैसे डिज़ाइन किया गया है और इसे एक सारणीबद्ध कॉलम में प्रस्तुत किया गया है जिसमें कोर्स आउटकम संख्या और फिर वास्तविक कोर्स आउटकम स्टेटमेंट और PO और PSO को संबोधित किया गया है कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणियां कक्षा सत्र और क्योंकि इस मामले में आपके पास ट्यूटोरियल सत्र हैं जो आप उपयोग किए जाने वाले घंटों की संख्या का भी प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यह वर्णन करता है कि जब आप किसी सहकर्मी या किसी अन्य संकाय सदस्य के साथ चर्चा कर रहे हैं जो एक उद्योग के साथ या किसी भी हितधारक के साथ यह संवाद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है निश्चित रूप से कोर्स आउटकम स्टेटमेंट और सभी टैग के साथ सभी की पहचान करना आइए हम एक और उदाहरण देखें यह फ्लूइड मैकेनिक्स है क्रेडिट 4 0 0 और इसका मतलब है कि आपके पास व्याख्यान की संख्या आपके पास 55 से 60 के लगभग कहीं भी हो सकता है आप 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिए हो सकते हैं कोई प्रयोगशाला नहीं है कोई ट्यूटोरियल नहीं है और केवल 5 स्टेटमेंट हैं जो लिखे गए हैं इसका मतलब है कि प्रत्येक कोर्स आउटकम बहुत हद तक बहुत बड़ा है तो क्या होता है आपको फिर से पदानुक्रम को और विस्तार से बताना है कि आप इन 12 सत्रों का संचालन कैसे करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह बस कहा गया है फिर एक बार फिर PO1 और PSO1 और कुछ भी शामिल नहीं है और फिर कॉग्निटिव स्तर की पहचान की जाती है और इंजीनियरिंग श्रेणी के किसी भी ज्ञान की पहचान नहीं की जाती है लेकिन जैसा कि आप इसे जिस तरह से लिखा गया है उसे देख सकते हैं कि आपके पास कुछ COs से जुड़े बड़ी संख्या में कक्षा सत्र हैं क्या यह लिखने का यह सबसे अच्छा तरीका है यह कि संबंधित शिक्षक जो विषय विशेष से परिचित हैं और उस विषय विशेष से संबंधित विषय पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और कोर्स आउटकम स्टेटमेंट के सर्वोत्तम संभव सेट के साथ आने का प्रयास करें हम एक और उदाहरण देखेंगे एनालॉग सर्किट और सिस्टम A 3 0 1 का मतलब है कि लैब उसके साथ जुड़ी हुई है और आपके पास 40 लेक्चर और 28 घंटे की लैब जैसी कुछ चीजें हैं और यहां अगर आप देखें तो अन्य POs को शामिल करने का प्रयास है उदाहरण के लिए इसे लें लीनियर वन पोर्ट और टू पोर्ट सिग्नल प्रोसेसिंग नेटवर्क की विशेषताओं को समझें PO1 ठीक है PSO1 ठीक है लेकिन PO10 संचार से संबंधित है इसका मतलब है कि मैं इसके लिए तैयार हूं जब आप इस तरह लिखते हैं तो शिक्षक कुछ आकलन करने के लिए तैयार होता है यह कक्षा की गतिविधि का हिस्सा हो सकता है या यह एक मूल्यांकन हो सकता है जहां मैं कुछ क्रेडिट देने के लिए तैयार हूं और संचार के लिए कुछ निशान जो भी प्रतिशत है यदि मैं संचार के लिए विशेष रूप से अंक नहीं देता हूं तो मुझे वहां PO 10 लिखने का अधिकार नहीं है हर जगह एक ही कहानी है उदाहरण के लिए जब आप यहां आते हैं तो इस VCVS CCVS और इतने पर वोल्टेज और SMPS वोल्टेज रेगुलेटर्स को डिज़ाइन करें अब हम एक PO3 PO4 PO5 पर बात कर रहे हैं और ये PO3 जटिल समस्याओं के बारे में जांच करने से संबंधित हैं PO4 से संबंधित है खेद है कि PO4 जटिल जांच कर रहा है PO3 डिजाइन है जैसा कि हमने डिजाइन को शामिल किया है जो प्राकृतिक है PO5 आधुनिक उपकरण उपयोग से संबंधित है जहां हम इसके लिए डिज़ाइन किए गए सॉफ़्टवेयर पैकेज में से किसी एक का उपयोग करके सिमुलेशन के लिए उपयोग करते हैं और यह वह जगह है जहां हम फैक्चुअल ज्ञान प्रोसीज़रल ज्ञान क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन्स और यहां तक कि प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं तो यह अन्य इंजीनियरिंग ज्ञान श्रेणियों को संबोधित करने के मामले में थोड़ा महत्वाकांक्षी है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अन्य POs को कैसे संबोधित किया जाए इस पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक शिक्षक की ओर से बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप इन सभी POs को संबोधित कर रहे हैं अब इस पाठ्यक्रम के लिए असाइनमेंट यह इकाई में तालिका के प्रारूप में ऐसे पाठ्यक्रम के कोर्स आउटकम लिखें जिससे आप परिचित हैं या जिसे पढ़े है और उन्हें POs PSOs कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणियों और कक्षा या ट्यूटोरियल प्रयोगशाला सत्रों की संख्या के साथ टैग करते हैं यदि कोई है इसका मतलब है कि आप पहले से ही अन्य इकाइयों के माध्यम से कोर्स आउटकम पहले ही लिख चुके हैं उस गतिविधि को जारी रखें और इन तत्वों के साथ उन्हें टैग करें वह आपका असाइनमेंट होगा और अगली इकाई में हम कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति की गणना करने का प्रयास करेंगे हमें यह सुनिश्चित करने के कुछ तंत्र की आवश्यकता है कि हम कोर्स आउटकम्स को बरकरार रख रहे हैं कैसे करें कि हम एक विशेष प्रक्रिया देंगे हालांकि मानक प्रक्रिया की तरह कुछ भी नहीं है जिसका पालन करना आवश्यक है और जो क्राइटेरिया एक अच्छी प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं हम अगली इकाई में बताएंगे